विपणन अनुसंधान और विश्लेषण कि कक्षा में आपका स्वागत है हमने पिछले कक्षा में शोध डिजाइन के बारे में चर्चा की जिसमें हमने खोजपूर्ण अनुसंधान और उसके प्रकारों के बारे में बताया हमने वर्णनात्मक अनुसंधान के साथ ठीक किया और जो मूल रूप से निर्णायक का एक हिस्सा था अनुसंधान डिजाइन जैसा कि हमने पहले बताया है कि यह एक गैर निर्णायक दायां गैर संवादात्मक था इसलिए निर्णायक अनुसंधान डिजाइन में एक और छवि एक आकस्मिक अधिकार है इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम उस विवरणात्मक में याद करेंगे जिसके बारे में हमने चर्चा शुरू की थी वर्णनात्मक शोध शोधकर्ता परीक्षण वह परिकल्पना है जिसे उन्होंने तैयार किया है खोजपूर्ण शोध में खोजपूर्ण स्थिति उन्होंने तैयार की है या उन्होंने इसका विकास किया है परिकल्पना और फिर परिकल्पना का यह परीक्षण वर्णनात्मक और आकस्मिक चरण में किया जाता है निर्णायक चरण में तो मूल रूप से आकस्मिक है जैसा कि नाम से पता चलता है कि मूल रूप से आकस्मिक है पहले जैसा कि मैंने कहा कि यह एक कारण और प्रभाव अध्ययन है ठीक है यह कारण और प्रभाव का अध्ययन है इसलिए आप के अधिकांश सिद्धांत प्रकृति को जानते हैं या आप देखते हैं उदाहरण के लिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल या जिस भी चीज की हम बात करते हैं वह मूल रूप से कुछ भी नहीं है कारण और प्रभाव ठीक है इसलिए सेब गिरता है क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण बल था ठीक है एक की बिक्री कंपनी बढ़ जाती है क्योंकि हो सकता है कि paytm जैसी सही कंपनियों के विज्ञापन हों और सभी हों उदाहरण के लिए क्रिकेट की घटनाओं का प्रायोजन क्रिकेट टेस्ट मैच श्रृंखला या विश्व कप फुटबॉल उदाहरण के लिए लीग किसी ने विंबलडन को प्रायोजित किया है क्योंकि वे ये सब कर रहे हैं अपनी बिक्री में वृद्धि करें और वे बाजार मूल्य को ठीक से पेश करते हैं ताकि मूल रूप से आइए देखते हैं कारण अनुसंधान क्या है खोजपूर्ण अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है यह मेरे द्वारा कहे गए कारणों और प्रभाव संबंधों की जांच करता है सही कार्य कारण एक दिशात्मक संबंध दिखाता है जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है एक स्वतंत्र चर या स्वतंत्र के बीच बातचीत के बीच दिशात्मक संबंध चर और आश्रित चर अब इसका क्या अर्थ है इसका मतलब है कि हमें मूल कहने दें प्रतिगमन का समीकरण y a bx है जहां y हम कहते हैं कि हमारा आश्रित चर है x हमारा है स्वतंत्र चर हमारे निरंतर या अवरोधन है जिसे आप कह सकते हैं कि ठीक है b ढलान सही है तो कैसे x में परिवर्तन के कारण y में बहुत अधिक परिवर्तन होता है जो हम मूल रूप से एक कारण और प्रभाव अध्ययन में करते हैं इसलिए उद्देश्य केवल एक चर है जो हम कहते हैं कि यह x है एक से अधिक चर भी हो सकता है X1 x2 x3 अब xn पर जाता है ठीक है अब इन चरों पर निर्भर चर y पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए यह कैसे प्रभावित हो रहा है और यह रिश्ता क्या है उदाहरण के लिए बता दें कि हम कहेंगे कि भरोसा है निष्ठा को प्रभावित करता है इसलिए निष्ठा मेरा आश्रित चर है और विश्वास मेरा स्वतंत्र चर है इसलिए विश्वास में बदलाव होता है स्वचालित रूप से मेरी वफादारी या स्टोर या कंपनी की इच्छा के लिए संरक्षण ठीक इसके विपरीत वृद्धि या घटती है तो क्या संबंध है तो यह सकारात्मक या नकारात्मक है ठीक है आकस्मिक अनुसंधान के दो मूल उद्देश्य यह समझना है कि कौन से चर हैं कारण और कौन सा चर सही प्रभाव है इसलिए यह समझना होगा कि कौन सा मेरा है इस मामले में आश्रित चर यह इसके विपरीत नहीं है ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि विश्वास भरोसेमंद होता है मेरा आश्रित चर यह नहीं हो सकता है और मेरी स्वतंत्र में वफादारी कोई सही वफादारी नहीं है स्वतंत्र चर इसलिए मैं यहां जो कह रहा हूं वह सही नहीं है इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है वफादारी का अधिकार यह आपके उदाहरण के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि मैं विश्वास के कारण वफादारी बदल रहा हूं यहाँ विश्वास नहीं बदलता है क्योंकि निष्ठा ठीक इसके विपरीत नहीं है इसलिए किसी को वहाँ समझना है उदाहरण के लिए कई चर हैं जो हमें कहते हैं कि किसी ब्रांड की लोकप्रियता की लोकप्रियता को प्रभावित करता है या एक कंपनी हमें यह कह सकती है कि यह कई कारक हो सकते हैं सही कई कारक गुणवत्ता हो सकते हैं पदोन्नति का प्रकार सही हो सकता है रिकॉर्ड या सफलता के कारक इतने सारे हो सकते हैं चीजें हैं इसलिए लोकप्रियता इन पर निर्भर हो सकती है इसलिए किसी को यह समझना होगा कि मेरे स्वतंत्र क्या हैं चर या मेरा आश्रित चर क्या है और चर क्या हैं जो उन पर प्रभाव डाल रहे हैं आश्रित चर सही स्वतंत्र चर के बीच संबंधों की प्रकृति निर्धारित करते हैं कैज़ुअल और प्रभाव की भविष्यवाणी अब उदाहरण के लिए आपने कई आरेखों को या आपने देखा होगा किसी भी परिकल्पना को जानने के लिए रिश्तों का परीक्षण इस तरह दिया जाता है जैसे हम कहते हैं कि x ठीक y और को प्रभावित करता है एक्स भी प्रभावित करता है हमें एक उदाहरण के लिए कहें अब यह एक्स प्रभावित करता है आइए हम इसे सकारात्मक रूप से कहें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है इसलिए x और y के बीच का संबंध एक नकारात्मक संबंध है लेकिन x और a एक है सकारात्मक संबंध इतना है कि जैसा कि शोधकर्ता को भी देखना पड़ता है और यह निर्धारित करना पड़ता है दृढ़ संकल्प इस सिद्धांत की एक बुनियादी समझ से आता है या इसे निर्धारित करता है इस प्रक्रिया के पीछे ठीक है इसलिए किसी को बहुत सावधान रहना होगा कि किस तरह की घटनाएं होंगी और क्या क्या इसके पीछे का साहित्य अध्ययन सही है आइए हम एक आकस्मिक अनुसंधान का एक उदाहरण लेते हैं जो यह जानना चाहता है कि कम क्यों है ग्राहक इसके सैंडविच में से एक की मांग कर रहे थे ताकि प्रबंधन खोजने के लिए प्रयोग कर सके यदि संभवत सैंडविच की मौजूदा कीमत कम मांग या एक नई वजह से एक समस्या थी प्रतियोगियों की मौजूदगी का कारण क्या था इसलिए माना जाता है कि वह जानना चाहते हैं कि क्या है सही लोग मांग में हैं ज्यादा नहीं है तो क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों को लगा कि कीमत है उच्च जो एक हो सकता है या यह इसलिए था क्योंकि बाजार के नए होटल में नया प्रतियोगी है या जो रेस्तरां आ रहा है वही सेवा बेहतर किफायती मूल्य या बेहतर पर प्रदान कर रहा है गुणवत्ता जो मांग या खराब मांग का कारण बन गई है इसलिए कुछ और है उदाहरण के लिए एक और उदाहरण जो मैंने दिया है वह कपड़े की कंपनी है जो वर्तमान में नीली डेनिम जींस बेचती है ठीक है अब यह जानना चाहती है कि यह रंग को बदल देगा क्या सही होगा ऐसा समझने के लिए इस कंपनी के मालिक यह तय करने में सक्षम होंगे कि क्या बदल रहा है जीन्स का रंग सफेद करने के लिए यह लाभदायक होगा या पूरे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बिक्री इसलिए कि इसका मतलब है कि रंग में बदलाव का भी असर होगा इसलिए यह मूल रूप से यही है मार्कर जानना चाहते हैं कि क्या मैं उत्पाद के डिजाइन को बदल देता हूं अगर मैं उत्पाद की कीमत को बदल दूं अगर मैं लोकप्रियता बढ़ाता हूं तो मैं नए डिजाइन लाता हूं तो मैं कीमत बढ़ाता हूं कुछ सेलेब्रिटी के माध्यम से आपको उस कंपनी की लाभप्रदता का पता चलेगा जिसके साथ कंपनी भी जाती है इसके साथ ही ठीक उसी तरह से बदलाव करना है जैसा कि हमें सही है सहसंबंध और अभी कारण आपने उलटे रिश्तों के बारे में सुना होगा सकारात्मक रिश्ते नकारात्मक रिश्ते इसका मतलब है कि कभी कभी कारक की उपस्थिति या कारक के विकास के कारण एक अन्य कारक होता है उत्पाद या किसी अन्य वैरिएबल में गिरावट से उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि घट जाएगी कारों की बिक्री में अब ठीक उलटा संबंध है जिसका मतलब है कि अगर उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है इसमें गिरावट हो सकती है लेकिन कुछ अन्य मामलों में अधिक मेहनत से बेहतर ग्रेड या उच्चतर होगा आप कक्षा में बेहतर उपलब्धि जानते हैं जो कि एक सकारात्मक संबंध है जिसका अर्थ है जितना अधिक आप डालते हैं कड़ी मेहनत में आप जितना अधिक मेहनत करेंगे आपके लिए बेहतर स्कोर लाएंगे इसलिए यह एक है सकारात्मक संबंध इसलिए लेकिन किसी को यह समझना होगा कि करणीय और सहसंबंध समान नहीं हैं उदाहरण के लिए अब हम जानते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो आप बर्फ की इच्छा को जानते हैं आइसक्रीम अधिक तापमान बढ़ाता है जितना अधिक आप इच्छा जानते हैं लेकिन उदाहरण के लिए ये 3 बहुत ही जुड़ी हुई चीजें हैं लेकिन हम कहते हैं कि क्या हम आइसक्रीम के पिघलने को कह सकते हैं अब यह दिखाता है कि आइसक्रीम पिघल रही है जो एक कारण है जिसके पीछे का कारण है आइसक्रीम को पिघलाना तापमान के कारण होता है जो सूर्य के जलने के पीछे का कारण है अब फिर से तापमान है लेकिन क्या हम कहते हैं कि धूप जलती है और आइसक्रीम परस्पर संबंधित होती है हम यह कैसे समझाते हैं कि कभी कभी हमें हां को समझने के लिए बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता होती है तापमान बढ़ने से आइसक्रीम खाने की इच्छा बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में सन बर्न होता है आपके शरीर में होता है लेकिन चलो भ्रमित न होने दें कारण और सहसंबंध सही नहीं है कभी कभी हम सह संबंध का उपयोग कर सकते हैं कार्य कारण खोजने के लिए कभी कभी हम सह संबंध का अर्थ पा सकते हैं यदि दो चर a और b संबंधित हैं जो एक कारण हो सकता है जो एक कारण के रूप में व्यवहार कर सकता है लेकिन कार्य कारण का उल्टा होना जरूरी नहीं है या ठीक इसके विपरीत हो सकता है कारण और सहसंबंध को समझना सभी दो अलग अलग चीजों में से एक सही संबंध है एक कारण हो सकता है लेकिन एक कारण जरूरी नहीं कि एक सहसंबंध सही हो सकता है इसलिए कि हम क्या हैं इस छवि को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस संबंध में कोई संदेह नहीं है तापमान के बीच संबंध और आप जानते हैं कि आइसक्रीम की डिग्री की मात्रा सही है लेकिन ए का पिघलना सही है क्योंकि सूरज जलना एक कारण है ठीक है अब आइए हम कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दें जिनका उपयोग कारण अनुसंधान डिजाइन में ठीक है स्वतंत्र चर मैंने अभी कुछ सही कहा है जो कि आपके द्वारा एक्स 1 के बारे में बात करने पर यहां हेरफेर किया गया है x2 x3 परीक्षण इकाइयाँ व्यक्ति संगठन हैं जिनकी प्रतिक्रिया स्वतंत्र चर या होती है उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं या स्टोर जिस पर आप हैं के लिए उपचार की जांच की जा रही हैअनुसंधान पर निर्भर आश्रित चर का संचालन करते हुए हमने कहा कि हम क्या मापने के लिए प्रशिक्षु हैं उदाहरण के लिए स्वतंत्र चर के अलावा वे बाहरी चर भी हैं हमें स्टोर साइज़ पसंद है कि स्टोर कहाँ है यानी स्टोर की लोकेशन कितनी है या कितनी है प्रयास वे कर रहे हैं या आप प्रतियोगिता से लड़ने में जानते हैं अब ये कुछ हैं वे चर जिन्हें मूल रूप से बहिर्मुखी चर कहा जाता है वे सीधे स्वतंत्र चर नहीं हैं वे सीधे आश्रित चर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी भी एक प्रभाव है जो अभी भी एक प्रभाव है और उदाहरण के लिए हमें कहते हैं कि स्टोर का आकार है कोई कारण नहीं है कि यह एक स्वतंत्र चर नहीं है जिसका यह सीधा प्रभाव नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह है कोई प्रभाव नहीं यह अभी भी एक प्रभाव हो सकता है हालांकि हम सीधे यह नहीं कह सकते कि यह एक कारण है लेकिन यह है एक प्रभाव इतना है कि इस प्रकार के चर के रूप में कहा जाता है और के वर्गीकरण में रखा जाता है बाहरी चर कुछ अतिरिक्त ठीक है लेकिन उनके पास अभी भी एक प्रभाव है जो अभी भी एक प्रभाव है और उदाहरण के लिए हमें कहते हैं कि स्टोर का आकार है कोई कारण नहीं है कि यह एक स्वतंत्र चर नहीं है जिसका यह सीधा प्रभाव नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह है कोई प्रभाव नहीं यह अभी भी एक प्रभाव हो सकता है हालांकि हम सीधे यह नहीं कह सकते कि यह एक कारण है लेकिन यह है एक प्रभाव इतना है कि इस प्रकार के चर के रूप में कहा जाता है और के वर्गीकरण में रखा जाता है बाहरी चर कुछ अतिरिक्त ठीक है आइए हम इस उदाहरण को नैतिकता के लिए एक प्रतिबद्धता करते हैं जिसका अर्थ है कि यदि आप अधिक नैतिक हैं मीडिया व्यवसायी उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता पर निर्भर करते हैं जो हम कहते हैं इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक शिक्षित या कम शिक्षित है जिसका उसके नैतिक मूल्यों पर अब प्रभाव पड़ता है यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है इसकी शिक्षा कितनी है अधिकार आश्रित चर नैतिक क्या नैतिक अधिकार है वह या वह है या संगठन है हस्तक्षेप करने वाला चर कभी कभी वे चर होते हैं जो हस्तक्षेप करते हैं और वे बदलते हैं व्यवहार बिल्कुल एक मध्यस्थ की तरह नहीं बल्कि वे रिश्ते में बदलाव लाते हैं कंपनी की नीति सही है कि वे किन नीतियों का पालन करते हैं जो एक हस्तक्षेप हो सकता है चर मॉडरेटर चर कभी कभी उदाहरण के लिए भी होते हैं हम कहते हैं कि आयु आयु प्रभाव है पर्यटन स्थल का चुनाव या आप किस स्थान पर जाना चाहते हैं यह आपकी उम्र से प्रभावित होता है इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है प्रकृति में आध्यात्मिक हम कहते हैं कि सामान्य परिकल्पना ठीक है ठीक उसी तरह जितना अधिक आप शिक्षित हैं यह माना जाता है कि जितना अधिक आपके व्यवहार को पॉलिश किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा चर जिन्हें मॉडरेट चर के तहत माना जाता है और ज्यादातर आप पाएंगे कि ये हैं चर का जनसांख्यिकीय प्रकार ठीक है यह ऐसा मामला है जहां मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा है कि कंपनी जानना चाहती है कि क्या अधिक बिक्री होगी उनकी पैकेजिंग में बदलाव के साथ एक नया बॉक्स होगा जो वे अब एक नया बॉक्स पेश कर रहे हैं उन्होंने जो किया है वही सामग्री दोनों पुराने और नए बक्से में रखी गई है बॉक्स और फिर वे परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या हम बदलाव में नए बॉक्स और पुराने बॉक्स का उपयोग करते हैं या नहीं डिजाइन बिक्री के लिए अलग है ताकि परीक्षण किया जा सके कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो कंपनी ने किसी से बचने के लिए लिया था पूर्वाग्रह के बाहर स्रोत तो अन्य पूर्वाग्रह कम कर रहे हैं से बचने की कोशिश की और फिर मतभेद बिक्री के बीच चिह्नित किया जाता है तो उत्तर बन सकता है तो क्या नई पैकेजिंग है अनाज की बिक्री पर कोई प्रभाव और यदि हाँ तो क्या प्रभाव था यह बढ़ सकता है या घट सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग भी कल हम कह सकते हैं कि परिकल्पना पैकेजिंग में ए है बिक्री पर प्रभाव और फिर यह एक सकारात्मक या नकारात्मक है यह सही निर्भर करता है इसलिए हम मूल रूप से जब हम आकस्मिक अनुसंधान आकस्मिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह शुद्ध के साथ प्रयोग किया जाता है विज्ञान का उपयोग अधिकतर शुद्ध विज्ञान में किया जाता है शुद्ध विज्ञान के साथ अधिक जुड़ा हुआ समझा जाता है उदाहरण के लिए प्रयोगशालाओं में इंजीनियरिंग और सभी तो मैं यहां जो कह रहा हूं वह मूल रूप से सभी प्रयोगों के इतने सारे या सभी पहलुओं को शामिल करता है के अलावा अन्य कारकों के कारण सहज परिणामों से बचने के लिए प्रयोगों को कसकर नियंत्रित किया जा सकता है परिकल्पित कारक कारक तो कभी कभी परिणाम बहुत ही विलक्षण परिणाम आते हैं जो हम सही पाते हैं और वे परिणाम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी हमारी स्वतंत्र और समझ की कमी होती है आश्रित चर सही लगता है तो आप कल कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं ठीक है और आइए हम कहते हैं कि उदाहरण के लिए बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि हुई है इसलिए क्या इसके बीच कोई संबंध है हवा में उड़ने वाले पक्षी और बिक्री बिल्कुल नहीं इसलिए इसे शानदार रिश्ते कहा जाता है जब आप प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो हम प्रयोगशाला प्रयोगों के बारे में बात करते हैं जो मैंने अभी इंजीनियरिंग में कहा था हमारे रासायनिक प्रयोगशाला या कहीं न कहीं क्षेत्र प्रयोग जो हम बाजार पर उदाहरण के लिए करते हैं यह जानना चाहता है कि क्या अगर मैं अगर मैं बदलाव करता हूं तो हमें प्रवेश के डिजाइन को कहने दें स्टोर या अगर मैं अपने उत्पाद की पैकेजिंग को बदलता हूं तो क्या यह मेरे प्रभाव में बिक्री में बदल जाएगा क्षेत्र प्रयोग

यह कहता है कि परीक्षण इकाइयाँ हैं जो हमने पहले ही ले ली हैं इसलिए यह अलग है जो आप जानते हैं प्रायोगिक डिजाइन के स्वतंत्र चर पर निर्भर सदस्य बाहरी चर को बदलते हैं चर और ठीक अब हम विभिन्न प्रकारों को देखते हैं ताकि वे प्रायोगिक डिजाइनों को विभाजित कर सकें चार श्रेणियों में विभाजित हैं पूर्व प्रायोगिक सच प्रायोगिक अर्ध प्रयोगात्मक और आपके लाभ के लिए सांख्यिकीय जो मैंने किया है मैं स्लाइड्स में शामिल किया है मेरे पास भी है इसे बीच बीच में भरने की कोशिश की जाती है ताकि हमें सारी चीजें सही से याद न रहें आइए हम पहले मामले के साथ इस भाग को ठीक करें तो पूर्व प्रायोगिक डिजाइन यादृच्छिककरण प्रक्रियाओं को नियोजित नहीं करते हैं अब क्या कहते हैं और जाने दो हम समझते हैं कि रैंडमाइजेशन रैंडमाइजेशन क्यों होता है कुछ सही आप कुछ यादृच्छिक आधार के आधार पर एक अध्ययन का संचालन करते हैं ठीक है हम ऐसा क्यों करते हैं यादृच्छिक आधार पर कुछ करने से यादृच्छिक रूप से वास्तव में हमने जो किया है वह है अध्ययन में पूर्वाग्रह को कम करने में सक्षम मान लीजिए कि आप यह जानते हैं कि आप क्या जानते हैं तब एक पूर्वाग्रह हो सकता है कि आप इसे एक तरह की जनता या लोगों पर करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि वे अच्छा करेंगे इसलिए पहले से ही एक पूर्वाग्रह है इसलिए किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से बचने के लिए हम उस यादृच्छिककरण का उपयोग करते हैं तो ठीक है अलग अलग अध्ययन हैं हम उनमें से हर एक को दूसरे पर जाएंगे प्रयोगात्मक डिजाइन हैं इसलिए प्रायोगिक यह प्रायोगिक पूर्व प्रायोगिक है जिसे शोधकर्ता को अब एक क्षमता या गुंजाइश दी गई है प्रायोगिक समूहों और उपचारों को प्रायोगिक रूप से परीक्षण इकाइयों को बेतरतीब ढंग से आवंटित करने के लिए समूह जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता अब उन समूहों के मानों को बेतरतीब ढंग से असाइन कर सकता है जो आप हैं उन्हें पता है कि यह क्या हुआ है ठीक है लेकिन उन्होंने इस पूर्वाग्रह को कम किया है Quasi प्रयोगात्मक डिजाइन तीसरे प्रकार हैं जहां शोधकर्ता पूर्ण हासिल करने में असमर्थ है शेड्यूलिंग में हेरफेर वे पूरी तरह से उस स्थिति में हेरफेर नहीं कर सकते हैं जिसका अर्थ है पूरा रेंडमाइजेशन संभव नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी सही उपकरण के हिस्से को लागू कर सकता है प्रयोग समय श्रृंखला और कई समय श्रृंखला डिजाइन में आते हैं ताकि हम मिल जाएंगे कि धीरे धीरे हमें इसके बारे में चिंता न करें कि अंतिम सांख्यिकीय डिजाइन है जहां एक बुनियादी प्रयोग हैं आयोजित और यह एक बार सबसे प्रसिद्ध है और मुझे आशा है कि यदि आप कुछ आँकड़ों से गुजरे हैं निश्चित रूप से आपने जो किया है वह सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है विचरण का विश्लेषण सही है इसलिए विचरण का विश्लेषण क्या है और मैं यह क्यों कह रहा हूं तो भिन्नताओं का विश्लेषण एक अध्ययन है जहां हम एक कारक से अधिक के लिए अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण के लिए दो हवलदार हमें कहते हैं कि जब दो या अधिक स्तरों के साथ कोई कारक होता है या अधिक होते हैं यहां तक कि कारकों की संख्या जो एक तरह से एनोवा और दो तरह से एनोवा और तीन एनोवा और एन पर निर्भर करती है रास्ता सही है लेकिन हंसों की संख्या इतनी है कि आप दो स्तरों को यह कहते हैं कि यह एक नमूना है नमूना दो है यह तीन नमूना है अब मान लें कि आपके पास डेटा के तीन स्तर हैं और आप चाहते हैं इस तरह का परीक्षण करने के लिए इस तरह के परीक्षण में हम एनोवा का उपयोग करते हैं और यह मामला है जो हम भी देखते हैं जैसा कि हमने यहां देखा है कि हम इस तरह का कहते हैं डिजाइन जो आपको एक यादृच्छिकता के लिए अनुमति देता है और जो आपको एक समझ के लिए भी अनुमति देता है पता है कि हम कहते हैं कि एक परीक्षण इकाई के एक अध्ययन में विचरण का अध्ययन मूल एनोवा डिजाइन कहा जाता है ठीक है इसलिए हम आपको परखेंगे कि क्या वास्तव में नमूना समूह उसी से आ रहे हैं जनसंख्या या हमें ठीक से देखने न दें कि आपके पास मूल रूप से रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या है वास्तव में किसी चीज से पहले जिसे पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से सही कहा जाता है और फिर हमारे पास है यादृच्छिक ब्लॉक लैटिन वर्ग डिजाइन और भाज्य डिजाइन लैटिन वर्ग डिजाइन और भाज्य डिजाइन मूल रूप से बहुत समान हैं उम्मीद है कि लैटिन के बीच एक छोटा सा अंतर है चौकोर डिजाइन अधूरा फैक्टरियल डिज़ाइन है जिसे आप सही कह सकते हैं और हम देखेंगे कि हम चलते हैं एक प्रयोगात्मक डिजाइन के साथ मैंने इस उदाहरण को नेट से ही लिया है इसलिए यदि आप पा सकते हैं कि यह किसी एक का था विश्वविद्यालय स्लाइड मैं देख रहा था तो सवाल था कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन मांसपेशियों को बढ़ाता है जो मूल प्रश्न है तो एक शॉट केस स्टडी में हम वापस चलते हैं इसलिए यह तीन एक शॉट एक समूह स्टैटिक ओके सिंगल परीक्षण इकाइयों का समूह यहाँ है अगर आप देखते हैं कि यह उपचार उपचार x दिया गया है तो ओ अवशोषित है मूल्य सही है इसलिए आश्रित चर पर एक एकल माप लिया जाता है एक यादृच्छिक नहीं है एक शॉट केस स्टडी में असाइनमेंट इतना मुफ्त प्रायोगिक कोई यादृच्छिक असाइनमेंट नहीं है खोजकर्ता अनुसंधान के लिए एक शॉट केस अध्ययन अधिक उपयुक्त है जहां शोधकर्ता चाहता है उन मामलों में समझने के लिए यह एक बहुत ही सही तरीका है लेकिन ये इस पर चल रहे हैं मर्यादा भी क्या हो रही है अब यह एक उपचार है जिसमें हम कहते हैं कि एक प्रोटीन पाउडर दिया जाता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य मैंने आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिखाया है अब स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है यह भी सही नहीं हो सकता है कोई असर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं जो कुछ भी है व्यक्ति की मांसपेशियों की गुणवत्ता सही होने के कारण हम दूसरे को एक समूह में माप रहे हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इसलिए पहले वाले में सीमा थी फिर कोई प्री टेस्ट नहीं हुआ तो अब हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं यह पूर्व परीक्षण है इसलिए दो बार मापा जाता है कि कोई नियंत्रण समूह सही नहीं है केवल एक उपचार समूह है जिस पर आप सही व्यवहार करेंगे जैसे यह एक नमूना सही है और उपचार कम्प्यूटरीकृत ओ 2 ओ 1 है निष्कर्ष की वैधता संदिग्ध है जब से बाहरी है चर काफी हद तक अनियंत्रित हैं अब इसका क्या मतलब है कृपया पहले समझें फिर हम देख सकते हैं अब जब मैं कह रहा हूं कि हमें यहां से समझने दें केवल यह बताएं कि आप पहले कब दे रहे हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया इस तरह से कंपनी विज्ञापन कर रही है कि प्रोटीन को उपचार और फिर स्वास्थ्य दिया गया फिर से जाँच की गई मांसपेशियों को फिर से सही तरीके से जांचा गया लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह केवल इसलिए हैयह प्रोटीन भी हो सकता था क्योंकि व्यक्ति ने अपनी नींद की आदतों को बदल दिया है व्यक्ति ने कुछ और करना शुरू कर दिया है जो आप पहले कर रहे हैं आप इन चीजों को नहीं कर रहे थे यहाँ ठीक से नहीं लिया गया है इसलिए बाहरी चर यहाँ नियंत्रित नहीं हैं इसलिए यह पूर्व परीक्षण पोस्ट है परीक्षा तीसरा हम कहते हैं कि स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन जहाँ दो समूहों को लाया जाता है ठीक एक में था प्रयोगात्मक समूह दूसरा नियंत्रण समूह है अब मूल रूप से हमें क्यों देखना है समझते हैं कि फ़िशर ओके फ़िशर द्वारा प्रायोगिक डिज़ाइन का विकास बहुत पहले किया गया था मूल रूप से एक कृषि वैज्ञानिक जो वास्तव में हमें आप की यह अद्भुत तकनीक दी गई थी प्रयोग जानिए जहां उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्रों के विभिन्न ब्लॉक आउटपुट कैसे दे सकते हैं सही और फिर उन्होंने परिचय दिया कि हमें एक समूह में उर्वरक डालना चाहिए और दूसरा समूह इसे वैसा ही रखेगा जैसा कि मतभेदों को चिह्नित करना है ताकि कुछ समानता इतनी प्रयोगात्मक हो समूह को उपचार के लिए उजागर किया गया है और नियंत्रण समूह दोनों समूहों पर माप नहीं है कृपया उपचार के बाद ही याद करें ताकि यहाँ कोई पूर्व उपचार न हो तो आइये देखते हैं इस उपचार को दिए गए समूह 1 प्लेसिबो का मतलब है कि यह कोई उपचार प्रभाव नहीं है वहाँ एक तरह से आप कहते हैं कि यह आपके द्वारा समझी जा सकने वाली किसी चीज़ का कोई पोषण मूल्य नहीं है इस तरह से यह कुछ भी नहीं है यह सिर्फ एक पाउडर है जिससे कि व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि यह वहां नहीं है प्लेसेबो और फिर स्वास्थ्य में परिवर्तन इसलिए अगर ओ और ओ 1 और ओए के बीच वास्तव में अंतर है तब हम कहेंगे कि यह प्रभाव प्रोटीन पाउडर के कारण है इसलिए यह सही है अब हम अगले सही प्रयोगात्मक अधिकार पर चलते हैं सही प्रायोगिक में पहले बताएं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन सही है अगर इसमें आप देखते हैं कि हमने जो परीक्षण इकाइयां की हैं वे यादृच्छिक रूप से अन्य प्रायोगिक या को सौंपी गई हैं नियंत्रण समूह यादृच्छिक पहले कोई यादृच्छिकरण नहीं था अभी हम लाए हैं यादृच्छिककरण इसलिए इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि यह क्षेत्र ठीक है और चार ब्लॉक हैं चलो एक दो तीन चार अब मैं पहले कहता हूं अब मैं यादृच्छिकरण में ला सकता हूं मैं उर्वरक का उपयोग कर सकता हूं इस एक में हो सकता है और यह एक अब यह दो इतना सही है तो यह मेरी इच्छा है या मैं यह कर सकता हूं और नहीं ये दोनों मैं जो कुछ भी सही करता हूं इसलिए मैं यादृच्छिकरण में ला रहा हूं इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं ठीक हूं रैंडमाइजेशन में लाना सही है इसलिए प्रत्येक समूह पूर्व उपचार पर एक पूर्व उपचार उपाय किया जाता है यह सही किया गया है और उपचार प्रभाव को o2 o1 मापा जाता है आइए हम इसे देखते हैं तो एक यादृच्छिक r है यादृच्छिक r यादृच्छिक क्रम के लिए खड़ा है तो यह क्या किया है पहले वहाँ था एक बहाना तो उपचार तो पोस्टटैस्ट उपचार पूर्व परीक्षण उपचार पोस्ट सही लेकिन यह प्रयोग एक यादृच्छिक ठिकानों पर किया जा सकता है अब यह वास्तविक प्रोटीन है और यही है प्लेसबो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि इसमें क्या हो रहा है प्रक्रिया ठीक पोस्ट परीक्षण केवल अब कि पूर्व परीक्षण था अब यह केवल पोस्ट टेस्ट है हम पोस्ट टेस्ट में करेंगे यदि आप देखते हैं कि यह क्या कर रहा है तो वापस जाने दें और पूर्व माप को छोड़कर अन्य चीजें पूर्व की अपेक्षा समान रहती हैं माप अन्य चीजें समान रहती हैं अब कोई पूर्व माप यादृच्छिक नहीं है असाइनमेंट वहाँ सही है जिस समूह को आप यादृच्छिक समूह में रखना चाहते हैं जिसे आप लेना चाहते हैं उपचार जो एक नियंत्रण है आप पर निर्भर करता है अब आपने यह दो मान लिए हैं ओ 1 और ओ 2 और मतभेद o2 o1 o1 o2 उदाहरण के लिए ठीक है तो यह o1 है यह उपचार सही है इसलिए o1 o2 है आपका निर्णय ठीक है यह फिर से एक सच्चे प्रयोगात्मक डिजाइन के तहत आता है यह एक चार समूह डिजाइन है जहां बहुत से यादृच्छिककरण संभव है यह नियंत्रण समूह और पोस्ट के साथ पूर्व परीक्षण और पोस्ट परीक्षण को जोड़ता है नियंत्रण समूह के अधिकार के साथ ही परीक्षण करें तो चार परीक्षण शब्द मूल रूप से यहीं हो रहे हैं तो यदि आप इस चार परीक्षण सोलोमन 4 को देखते हैं समूह डिजाइन जिसमें ओ 1 ओ 2 ओ 3 ओ 4 ओ 5 और ओ 6 अब इन दोनों में किसी भी प्रकार का पूर्व परीक्षण नहीं है कोई पूर्व परीक्षण सही नहीं है लेकिन पहले दो के लिए यह प्लेसबो उपचार प्लेसबो उपचार है तो क्या है किया गया है प्रयोगों के चार बुनियादी विभिन्न समूहों में किया गया है जिसमें पहले था एक उपचार दिया गया और प्री टेस्ट लिया गया और पोस्ट टेस्ट दूसरे स्थान पर लिया गया प्रीस्टेस्ट लिया गया था पोस्टस्टैस्ट लिया गया था फिर एक उपचार बिना किसी पूर्व उपचार के दिया गया था अब शोधकर्ता ऐसा क्यों करना चाहता है कभी कभी वह ऐसा करना चाहता है क्योंकि वह खोजना चाहता है इन मामलों में सबसे पहले वह अंतर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस मामले में आप चाहते हैं कहने का मतलब यह हो सकता है कि प्रीस्ट सही नहीं है पूर्व परीक्षा हो सकती है जिसके परिणाम हो सकते हैं हमारे लिए कुछ अज्ञात कारणों से संभव हो सकता था इसलिए हमें इस तरह से लेना चाहिए जैसा कि है यदि यहां कोई पूर्व परीक्षण की अनुमति नहीं है और यह इस दो नमूना समूहों पर पहला परीक्षण है और तब शोध चार के बीच का अंतर हमें वास्तव में बताएगा कि इसका क्या परिणाम है या क्या प्रभाव है ठीक है इतनी अच्छी तरह से मैं जो करूंगा वह यह है कि हम अगले भाग में इसे अगले भाग में जारी रखेंगे हम इस के साथ खत्म करेंगे कि कैसे डिज़ाइन भाग और फिर हम संभव हो सकते हैं नमूनाकरण और नमूना प्रक्रिया को समझें अब पहले हमें प्रयोगात्मक को समझें डिजाइन यह जांचने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि उपचार कैसे दिया जाता है उपचार का मतलब है कि उर्वरक एक है किसी भी शिक्षण पद्धति में उपचार परिवर्तन एक उपचार है यदि आप वास्तव में उपचार देते हैं समूह के लिए कुछ हो रहा है इसलिए या परिणाम ऐसा होता है कि हमारे पास कई परीक्षण हैं या उदाहरण के लिए परीक्षण का मतलब है कि उदाहरण के लिए एक परीक्षण या भिन्नता का परीक्षण जैसा कि मैंने सही दिखाया है जहां हम कुछ उपचार समूहों की कोशिश करते हैं और कुछ नियंत्रण समूह हो सकते हैं और फिर यह देखने की कोशिश की कि अंतिम पर अंत में क्या प्रभाव पड़ता है अनुसंधान के परिणाम ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद